छात्रों आपका स्वागत है तो चर्चा के अंतिम भाग में हम करंट ऐसेटस हैं इसलिए हमें दीर्घकालिक एसेट्स पक्ष है जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको कई बार कहा कि भारत में हम ब्याज दरों की अवधि संरचना का अनुसरण करते हैं तो इस स्थिति में ब्याज दरों की अवधि संरचना में कम अवधि या धन के अल्पावधि स्रोत जो कि छोटी अवधि के लिए उधार लिए जाते हैं हमें कम लागत या ब्याज की कम दर का भुगतान करना होगा यदि आप लंबी अवधि या लंबे समय के लिए फंड का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी धन की लागत बढ़ रही है जो उचित नहीं है इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि करंट एसेट्स से आने वाली धनराशि तो आपकी लागत नियंत्रण में होंगी लेकिन अगर आप करंट एसेट्स अब मैं आपको लायबिलिटी की सीमा 3200 है तो कैसे कहें इस स्थिति को समझें फिर से आपको एक अनुपात निकालना होगा जैसा कि हमने पहले एक अनुपात निकाला था वह अनुपात था कुल ऐसेटस में परिवर्तन को समझने के लिए हमें अनुपात के साथ शुरू करना होगा और वह अनुपात अब करंट लायबिलिटीज 14000 है तो हम इसके अनुपात की गणना कर सकते हैं अब इस मामले में इसका मतलब है कि यह अनुपात क्या संकेत दे रहा है यह अनुपात संकेत दे रहा है कि यदि आप यहाँ अनुपात की गणना करते हैं तो अनुपात होगा 3200 भाग यह तो यह अनुपात है 32140 कुल एसेट्स या धन के अल्पकालिक स्रोतों से वित्तपोषित हैं करंट लायबिलिटीज लेंगे और हम कह रहे हैं कि चूंकि अल्पावधि फंड की लागत 8 है हम ये 2 बातें मान रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड्स की ज्यादा राशि का उपयोग करते हैं तो आपकी वित्तीय लागत कम हो जाएगी लेकिन जोखिम बढ़ जाएगा क्योंकि अल्पकालिक स्रोत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं आपको इस धनराशि को यथाशीघ्र चुकाना होगा ताकि जोखिम ना हो लेकिन अगर आप यहां देखेंगे कि वित्तीय लागत क्या होगी हमने यहां पर गणना की है यदि आप प्रेजेंटेशन हमने यह कैसे गणना की है कि यह बैलेंस शीट है अब हम एक बदलाव करते हैं जैसे हम शॉर्ट टर्म स्रोतों से आने वाली अधिक राशि यानी 600 मिलियन डॉलर को जोड़कर अनुपात बदलते हैं तो इसका मतलब है कि अब अल्पावधि स्रोत 3800 हो जाएंगे और कुल ऐसेटस वही है जो कि 14000 है फिर यदि आप कुल लागत की गणना करते हैं शॉर्ट टर्म फंडस तक नीचे आ गई है तो इसका मतलब है कि आपकी तरलता प्रभावित हुई है आपकी तरलता प्रभावित हुई है वह नेट वर्किंग कैपिटल नीचे जाती है तो आपका जोखिम बढ़ जाता है इसलिए हम लागत को कम करके जोखिम बढ़ा रहे हैं और अब अगला मामला लेते हैं यदि आप अनुपात को फिर से बदलते हैं अब 600 को जोड़ने के बजाए आप यहाँ 600 घटाते हैं ठीक यानी कि 600 तो यहाँ कितना बचेगा वह 2800 है आपको 3200 नहीं बल्कि 2800 बचेगा और अगर आप इसे 2800 तक ले आए हैं तो इसका मतलब है कि अब यह अनुपात 186 है अनुपात 186 है यह 186 है यह अनुपात 186 है पहले यह अनुपात मूल अनुपात कितना था 229 फिर जब हमने अल्पावधि स्रोतों से योगदान में वृद्धि की तो अनुपात 271 हो गया और जब हम कहते हैं कि वृद्धि या माफ कीजिए करंट ऐसेटस या अल्पकालिक स्रोतों से आने वाले धन की मात्रा में कमी की तो अनुपात में कमी आई हम अब यहाँ कम हो गए हैं जो कि 3200 नहीं 2800 है और यह अनुपात घटकर 186 हो गया है इसका मतलब है कि जब अल्पावधि स्रोतों से धनराशि कम हो रही है तो दीर्घकालिक स्रोतों से धन अपने आप बढ़ रहा है क्योंकि आपको कुल ऐसेटस के अल्पविधि स्त्रोत कम किए जा रहे हैं तो क्या होगा आपकी नेट वर्किंग कैपिटल थी तब यह 892 हो गई और अब यह 964 है अब यह 964 बन रहा है यह लागत 964 है और फिर आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 2200 है यह नीचे चली गई फिर हमने अल्पकालिक वित्त की सीमा को बढ़ाया यह तब और बढ़ गया जब हम कुल असेट्स के स्तर को बढ़ाते हैं तो आपकी लाभप्रदता बढ़ जाएगी क्योंकि धन की लागत कम हो जाएगी इसलिए अब हमें यह निर्णय लेना होगा कि हमारे पास करंट असेट्स से आने वाले धन को अधिकतम करें क्योंकि इससे संगठन अत्यधिक अस्थिर होगा आप कह सकते हैं अत्यधिक नाजुक और जब नाजुकता बढ़ जाती है तो क्या होगा अंततः किसी भी समय कंपनी का स्तर स्वीकार्य स्तर पर भी होना चाहिए लायबिलिटीज भी स्वीकार्य स्तर पर होनी चाहिए यदि दोनों इष्टतम स्तर पर हैं तो आपकी कार्यशील पूंजी को कुशलतापूर्वक और ठीक से प्रबंधित किया जाता है अब यहाँ हम देखते हैं कि स्थिति का कुल प्रभाव यहाँ कैसे है अब स्थिति देखिए हमने यहां पहले से गणना की है यदि आप पीपीटी के योगदान को बढ़ा दिया है ठीक है और फर्म में कमी की है और अंततः फर्म के जोखिम में वृद्धि हुई है और यदि यह प्रबंधनीय है यदि फर्म प्रबंधनीय जोखिम लेने जा रही है या लेती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है अब आप इसे देखते हैं कि उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि करंट ऐसेट है और जब आप कुल असेट्स था

और जब आपका लाभ करंट ऐसेट का कुल बदलाव है और अंत में आप इसे कह सकते हैं जैसे कि आप शुद्ध प्रभाव को देखते हैं अगर आप इसका शुद्ध प्रभाव देखें तो आप कह सकते हैं कि शुद्ध प्रभाव 308 है अब यह शुद्ध प्रभाव है जो 308 मिलियन डॉलर है तो इसका मतलब है कि लाभ में शुद्ध वृद्धि कितनी है लाभ में शुद्ध वृद्धि यदि आप देखते हैं तो यह 96 मिलियन हो गया है लेकिन आप यहां देखते हैं कि आप इसे इस दृष्टिकोण की एक सीमा कह सकते हैं या मैं इस दृष्टिकोण के बारे में कहूंगा एक गंभीर सीमा और वह सीमा यह है कि हम यहां चरम दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं हमने चरम कदम उठाया है हमने दोनों तरफ से बैलेंस शीट दृष्टिकोण कह सकते हैं यह अतिवाद या चरम दृष्टिकोण है जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वास्तविक जीवन की स्थिति में व्यवहार्य नहीं हो सकता है क्योंकि या तो आप करंट लायबिलिटीज की सीमा बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप दोनों पक्षों को बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से उन स्रोतों को निचोड़ रहे हैं जो लागत में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन यदि आप लागत का प्रबंधन कर रहे हैं और आप लाभप्रदता को अधिकतम करना चाहते हैं तो इसके लिए कई अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से फर्म का दिवालियापन प्रभावित हो सकता है तो इसका मतलब है मैं कहूंगा कि यह एक चरम स्थिति है इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि चरम स्थिति तक जाने या लागत को कम करने और मुनाफे और राजस्व को अधिकतम करने के लिए एग्रेसिव होने दें यानी कंजरवेटिव कर देते हैं तो हम क्या परिणाम की उम्मीद कर सकते है कि हम लाभप्रदता को संतुलित करने में सक्षम होंगे हम लागत को संतुलित करने में सक्षम होंगे हम जोखिम को संतुलित करने में सक्षम होंगे क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल संतुलित होगी अब वह कैसे करें आइए दूसरे उदाहरण या स्थिति पर विचार करें हमारे पास इस प्रेजेंटेशन आवश्यकता इसलिए अगर हमारे पास यह स्थिति है तो क्या हमें कंजरवेटिव की ओर या हमारे पास बीच का कुछ होना चाहिए अब उसकी कंपनी को देखते हैं तो इस कंपनी की 12 महीने की अवधि में कुल वित्त आवश्यकता हमें दी गई है और यदि आप इस आवश्यकता को देखते हैं तो आप यह पता लगा पाएंगे कि कंपनी की अधिकतम आवश्यकता अक्टूबर के महीने में है जो कि 9000 रुपये की सीमा तक है और कंपनी की न्यूनतम आवश्यकता मई में है जो कि 6900 रुपये की सीमा तक है यह न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता है उसमें से हमारे पास मतलब जब आप स्थायी आवश्यकता कहते हैं तो आप दूसरी तरह से इसे न्यूनतम आवश्यकता कह सकते हैं न्यूनतम आवश्यकता मई के महीने में है जो 6900 रुपये है और हमने मान लिया है कि यह स्थायी आवश्यकता है इस कंपनी या जो भी आप इसे कहते हैं उससे कम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अब यह स्थायी आवश्यकता है इसलिए अगर यह स्थाई आवश्यकता है तो हर महीने की आवश्यकता न्यूनतम 6900 रुपये है तो फ्लकचुएटिंग आवश्यकता 2100 है जो अधिकतम है ठीक है

अब हम इस कंपनी दृष्टिकोण का पालन करें कंजरवेटिव आवश्यकता का मतलब है कि लंबी अवधि के स्रोतों से अधिक धन आएगा लंबी अवधि के स्रोतों से अधिकतम धन आएगा धन का कुछ अंश अल्पावधि स्रोतों से आएगा हम मान लेते हैं कि इस कंपनी की कुल अधिकतम आवश्यकता कितनी है यानी अक्टूबर महीने में 9000 रुपये है और यह अधिकतम है और हम यहां 2 धारणाएं ले सकते हैं यह धारणा है कि अल्प विधि फंड है जो दीर्घकालिक स्रोतों से आ रही है तो यहां कितनी लागत होने जा रही है 008 यदि आप देखते हैं कि 008 गुना 9000 जो 720 रुपये है कंजरवेटिव दृष्टिकोण है हम हेजिंग दीर्घकालिक स्रोतों से आ रहे हैं आंशिक रूप से धन अल्पावधि स्रोतों से आ रहे हैं और इस मामले में आपको कैसे काम करना है यह आपको यहां देखना होगा कि कंपनी की दीर्घकालिक आवश्यकता क्या है यह स्पष्ट है कि यह निधियों का स्थायी स्रोत है और यह 6900 गुणा 008 है इतना दीर्घकालिक स्रोतों से आ रहा है साथ ही आपको यहाँ कुछ गणना करनी है जो कि दीर्घावधि निधियों की लागत है और यदि आप दीर्घावधि निधियों की लागत की गणना करते हैं तो यह कितनी है यानी 500 या 500 रु है हम कहते हैं वह 552 रु है यह आ रहा है यह लंबी अवधि के फंड की लागत है अब अल्प विधि फंडस की लागत अल्पावधि फंडस की लागत की हमें गणना करनी है अब हमें पता लगाना है औसत लघु अवधि की आवश्यकता और औसत लघु अवधि की आवश्यकता क्या है कुल अल्पकालिक आवश्यकता 11600 भाग 12 है तो दीर्घकालिक आवश्यकता कितनी है यह औसत आवश्यकता के रूप में आता है यहां यह 96667 रुपये है यह अल्पावधि औसत मासिक आवश्यकता है और अल्पावधि निधि की लागत कितनी होने वाली है अल्पावधि फंडस दृष्टिकोण का पालन करना आसान नहीं है इसलिए हमने 2 लागतों की गणना की है एक लागत यहां कंजरवेटिव रुपये या जो भी हो तो यह लागत है तो इसका मतलब है कि जब आपने हेजिंग करें और हमारी कुछ योजना हो सकती है बस यह पता लगाने के लिए कि ट्रेड ऑफ को कैसे करना है

ट्रेड ऑफ का परिणाम है जो हमने यहां निकाला है वह है 7950 यह 7950 है इसलिए यदि यह 7950 है जो मैचिंग की लागत है यह कितना है शेष यदि हमें शेष राशि का पता लगाना है तो शेष राशि की गणना कैसे करें यदि हम यहां शेष की गणना करते हैं ताकि एक समय की अवधि पर शेष निकाला जा सके और हम पहले से ही विभिन्न महीनों में शेष निकाल चुके हैं और अगर आप यहां शेष देखते हैं तो शेष राशि 2700 है इससे पहले शेष राशि कुल आवश्यकता 11600 थी सीजनल या जो भी हो दूसरा दृष्टिकोण हमारे पास था और यदि आप दूसरे दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं दूसरे दृष्टिकोण के तहत जो मैचिंग दृष्टिकोण है लागत थोड़ा अधिक है जो कि 64275 है लेकिन वहां क्या है यह लागत इससे कम है लेकिन यह लागत 581 से अधिक है यह 581 से अधिक है ठीक है लेकिन यहां हमारे पास कई सुख सुविधाएं हैं यह सबसे आरामदायक है पहला दृष्टिकोण कंजरवेटिव अल्प विधि स्रोतों से आएंगे दीर्घ विधि फंड्स होना चाहिए शायद यह बहुत बड़ी राशि नहीं है लेकिन करंट ऐसेट से आ रहा था इसलिए जब हमने लागत की गणना की तो यहां लागत अधिक हो गई थी लेकिन आपकी नेट वर्किंग कैपिटल दृष्टिकोण की तुलना में कुछ अधिक है लेकिन यह बढ़ी हुई लागत आपको एक और लाभ दे रही है कि जोखिम नियंत्रण में है यह प्रबंधनीय है और क्योंकि जोखिम प्रबंधन योग्य है क्योंकि फर्म दृष्टिकोण है और अंत में हम ट्रेड ऑफ के मामले में देखा है और हमने देखा है कि फंड लेने हैं दीर्घकालिक स्त्रोत अल्पकालिक स्त्रोत हमें कितनी लाभप्रदता चाहिए कितनी तरलता चाहिए इसलिए आज मैं यहां रुकूंगा और चर्चा का शेष भाग हम अगली कक्षा में लेंगे